Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur व्याख्यान 42 सिंगल फेज AC सर्किट्स जारी तो केवल उस न्यूमेरिकल के साथ ठीक है आइये हम फिर से वापस आ गए है Refer Slide Time 0020 तो Z जानते है यह एक सीरीज R L C सर्किट है यह है R j L 1ω C ω मैंने बताया यह 40 है क्योंकि sin ω t तो ω 40 है तो एक L ω एक L को 02 हेनरी दिया जाता है तो एक L ω 1ω C ω 40 है और C को 00014 फैराड दिया जाता है तो यह वास्तव में 10 j 10 Ω बन रहा है तो 1414 कोण 40 o क्योंकि यह 10 j 10 है तो r जिसे कहते है यह है √ ओवर 10 2 10 2 परिमाण और वह 10 √ 2 तो 10 √ 2 होगा 1414 और कोण होगा tan इनवर्स r जिसे कहते है 1010 क्योंकि यह 10 j 10 है तो यह tan इनवर्स r 1 है अर्थात 45 o इसीलिये यह कोण है 45 o ठीक है तो मुझे इसे साफ करने दें तो यह मेरा इम्पिडेंस Z है ठीक है यह मेरा Z है तो इसीलिये i t यह दिखता है पहला जैसा कि समय के टर्म्स में बताया गया है तो sin ω t का उपयोग करना है तो i t r यह 100 sin 40 t है तो 100 sin 40 t विभाजित Z1 414 कोण 45 क्योंकि वोल्टेज करंट वोल्टेज इम्पिडेंस ठीक है तो यदि विभाजित करें 100 r यह 71 हो रहा है क्या वास्तव में यह लगभग 707 हो जाएगा क्योंकि यह 100 विभाजित 10 √ 2 है तो यह हो रहा है 10√ 2 वह है 10 0707 क्योंकि 1√ 2 वह वास्तव में 707 है तो यह 707 है मैंने 71 के रूप में अनुमानित किया है ठीक है और यह कोण r है जिसे कहते है यह कोण है r कोण 45 o तो मूल रूप से यह है sin 40 t 45 o यह सही कैसे हुआ तो मुझे इसे साफ करने दें तो उदाहरण के लिए जब भी जब भी r फेजर क्वांटिटी बनाते है यह है मेरा यह मेरा r है जिसे कहते है मेरा वोल्टेज यह अधिकतम वोल्टेज है ठीक है यदि rms वैल्यू लें तो यह 100√ 2 होगा ठीक है 100√ 2 अर्थात यह है 50√ 2 वोल्ट ठीक है एक इम्पिडेंस है 10 √ 2 वास्तव में मैंने कहा था 10 j 10 मतलब 10 √ 2 इसीलिये मेरी करंट होगी r जिसे कहते है 50 √ 210 √ 2 5 एम्पीयर यह मेरी करंट की rms वैल्यू है ठीक है अगर यह मेरी rms वैल्यू है अगर गुणा करें √ 2 यह 707 होगी ठीक अभी मुझे इसे साफ करने दें इसका अर्थ है और इसका अर्थ है यह एक यह i मेरा मतलब जब फेजर टर्म में लिखता हूं ठीक है तो i वास्तव में होगा i हो जाएगा यह है 50 √ 2 यह है sin 40 t तो sin ω t θ नहीं θ यहाँ 0 है तो यह 50 √ 2 कोण 0 o होगा और यह एक 1414 लिख सकते है 10 √ 2 कोण 45 o इसका अर्थ है यह एक वास्तव में √ 2 √ 2 रद्द हो जायेंगें यह 5 कोण 45 o होगा क्योंकि कोण 0 o कोण 45 o यह ऊपर जाएगा sin तो यह होगा 0 o 45 o कोण कोण 45 o ठीक है तो इसीलिये यह करंट वास्तव में rms वैल्यू होगी यह वास्तव में 5 कोण 45 o है अब वह मुझे इसे साफ करने दें तो करंट i 5 कोण 45 o ठीक है अब यह पीक वैल्यू होगी 5 √ 2 अर्थात 707 यह पीक वैल्यू है और यदि इसे r में रखना चाहते है जिसे कहते है tवें टर्म में तो यह कोण 45 o है मतलब यह होगा sin ω t और 45 o ठीक है तो 707 मैंने इस एक को 71 के रूप में अनुमानित किया है यह वैल्यू 707 ठीक है तो लेकिन 71 के रूप में अनुमानित है ठीक है तो इसीलिये क्या कॉल बना रहे है यह 707 sin 40 t 45 o है तो यह बनाया गया है आशा है यह एक समझ में आ गया है ठीक है जब इस वीडियो के माध्यम से जायेंगें संदर्भ समय 0449 तो देखें कि प्रत्येक यदि कोई प्रश्न है कुछ भी तो प्रश्न को फोरम में रखें सभी r सवालों के जवाब दिए जायेंगें Refer Slide Time 0514 तो अगला है वह r VR t और r जिसे कहते है और VL t और VC t तो VR t है i t R तो यह r है इसका अर्थ है R 10 Ω तो यह था 71 I 2 तो यह है 71 sin 40 t वास्तव में यह 7 पॉइंट r होना चाहिए जिसे कहते है 707 तो 71 के रूप में अनुमानित किया गया है ठीक है तो वहां अब कोई भ्रम नहीं होना चाहिए इसी तरह r VL i t j XL ठीक है अब i t r जिसे कहते है हमारा i t 71 अनुमानित वैल्यू ली गयी है तब sin तब 40 t 45 o ठीक है अब क्या कर रहे है है अगर सिर्फ और गुणा करें j XL XL 1l ω गणना करें मेरा प्रश्न है एक j मतलब कोण 90 o यह कोण 90 o है तो वह 90 o और 45 o के साथ कोण है अगर इसे जोड़ें होगा 568 वास्तव में 40 t 135 o ठीक है तो उसी तरह जैसे मैंने दिखाया है अगर rms वैल्यू फेजर लेना है और यदि केवल इस एक से गुणा करें तो यह j है मतलब यह कोण 90 o 90 o है इसीलिये यह sin 40 t R135 o है इसी तरह VC t i t j X C तो j x j मतलब यह कोण -90o है इसका अर्थ है जब गुणा करते है i t तो यहाँ यह है 45 o तो 45 90 अर्थात यह है 45 o ठीक है अर्थात मेरा VC t तो ये सभी ये सभी चीजें यह है r बस मुझे इसे साफ करने दें यह है r तात्कालिक ध्रुवीयता इस वोल्टेज पर V है ठीक है तो इन सभी चीजों को यहाँ दिखाया गया है यह 10 Ω है यह j 8 Ω है और यह r r j X E है तो j 8 Ω और यह 50 वोल्ट है यह 40 वोल्ट है और यह r है जिसे कहते है 90 वोल्ट Ω ये सभी वास्तव में rms वैल्यू है क्योंकि V दिया गया 100 R100 sin 40 t यह दिया गया है ठीक है तो 100√ 2 707 r लगभग यह 71 वोल्ट है यह 70 है यह rms वैल्यू r है यदि जब v या t की गणना कर रहे है यह पीक वैल्यू है v m r 71 लगभग यह 707 है तो यदि rms वैल्यू 707√ 2 लेते है यह होगा r जिसे कहते है 50 वोल्ट इसीलिये यह एक 50 वोल्ट है ठीक है इसी प्रकार VL t के लिए यह 56 है मुझे इसे साफ करने दें तो VL t 568 यह अधिकतम वैल्यू है तो 568 √ 2 वह r 40 वोल्ट बन जाएगा इसीलिये यह 40 वोल्ट है यह rms वैल्यू है इसी तरह इस संधारित्र के लिए यह इसके अक्रॉस एक वोल्टेज VC है यह है पीक वैल्यू 1278 विभाजित √ 2 यह वास्तव में 90 वोल्ट है ठीक है और यह VI बताया था यह है 71 मतलब 707 वोल्ट ठीक है और यह करंट है मैंने बताया था I करंट की rms वैल्यू 5 एम्पीयर है क्योंकि यह 71 है तो वह वास्तव में 71 है मतलब यह अनुमानित वैल्यू है 7 पॉइंट यह एक अधिकतम वैल्यू है यदि विभाजित करें √ 2 यह 5 एम्पीयर है तो इसीलिये यह 5 एम्पीयर है यह सभी यह आरेख पूरी तरह से इस rms वैल्यू पर आधारित है तो मुझे इसे साफ करने दें तो ये सभी चीजें है rms वैल्यू rms वैल्यू ये सभी rms वैल्यू है और यह है वह r जिसे कहते है सर्किट यह उदाहरण यह उदाहरण हो सकता है मैंने लिया है इसके साथ ही मैं दिखा सकता हूं पीक वैल्यू और rms वैल्यू rms वैल्यू की पीक वैल्यू इस तरह की हमारी समझ बहुत अधिक स्पष्ट होगी ठीक है तो अब प्रश्न फेजर के टर्म्स में है अब मैंने कहा था मैंने पहले ही फेजर के टर्म्स में कहा था यह केवल Z बार होगा यह चीज जटिल क्वांटिटी हो सकती है ठीक है तो यह 100√ कोण 0 o है क्योंकि यह 100 sin 40 t है वोल्टेज तो वह sin ω t 0 o है तो यह 0 है और विभाजित करें यह Z तो यह करंट 5 कोण 45 5 कोण 45 o है और यह है VR R I यह r जिसे कहते है 50 कोण 45 o ये सभी परिमाण है 50 वोल्ट 40 वोल्ट यह चीज अब यह R I है तो यह है कोण 45 o है अब VL है j XL तो r j L XL I I 5 45 o कोण 45 o और j XL मतलब यह कोण 90 o है 90 45 तो 135 o और गुणा करें XL XL की गणना यहाँ की जाती है यह है r जिसे कहते है r j XL I तो जो भी वैल्यू आती है यह है r 8 Ω यह दिया गया है तो यह 40 वोल्ट है ठीक है यह सभी वोल्ट है ठीक है 40 वोल्ट इसी तरह j कोण 90 o के कारण VC j X I तो 90 o और यह है 45 o तो यह है 45 o वोल्ट ठीक है तो यह r है जिसे कहते है यह r VR है यह r VL है और यह r VC है तो यह है यह पहले ही I है सब मैंने समझा दिया है कि कैसे एक को लेना चाहिए तो इसीलिये इस उदाहरण को ऐसे लिया जाता है कि अधिकतम वैल्यू और rms वैल्यू सभी अवधारणाएं हमारी अवधारणा स्पष्ट हो जाएंगी Refer Slide Time 1048 अगला है अब सवाल है वह नोट कि फेजर क्वांटिटीस के टर्म्स में है सभी rms वैल्यू ठीक है तो जबकि समय फंक्शन अथवा तात्कालिक वैल्यूज के रूप में जैसा समझाया गया है जब समय फंक्शन में पुट कर रहे है यह अधिकतम वैल्यू है यह अधिकतम वैल्यू होनी चाहिए और फेजर फॉर्म और क्वांटिटी में पुट कर रहे होंगें यह rms वैल्यू होगी ठीक है अर्थात अर्थात अर्थात r अर्थात यह नोट यहाँ लिखा गया है अर्थात नोट यहाँ लिखा गया है अब सर्किट में पॉवर लॉस साधारणतः I 2R है तो मूल रूप से यह 250 वाट होगा अर्थात r I 2 लॉस उसी तरह से इसे कर सकते है कि पॉवर फैक्टर जो एक दूसरी चीज को कहती है कि इसे r बना सकते है बस इसकी गणना करें वह V I cosθ भी समान वैल्यू देगा ठीक है तो यदि यदि मेरा अर्थ है यदि ज्ञात करते है कि r जिसे कहते है यह पॉवर लॉस प्रतिरोधक R में डिसिपिएट होता है I 2 R है I है 5 एम्पीयर एक rms वैल्यू है 10R है 10 250 वाट संबंध VI cosθ का उपयोग करें और होगा और cosθ पॉवर फैक्टर होगा बाद में वहाँ देखेंगें यह है यह लीडिंग पॉवर फैक्टर है तो वह r 0707 है तो यदि VI cosθ की गणना की जाए समान वैल्यू 250 वाट प्राप्त होगी ठीक है तो इसका अर्थ है अगर फेजर आरेख को आरेखित करें Refer Slide Time 1202 यह r संदर्भ है लें अर्थात r सप्लाई वोल्टेज यह 707 है तो लगभग यह 70 है यह एक सप्लाई वोल्टेज है अगर VRVR पर आते है वास्तव में इसे VR दिया गया था यह 50 कोण 45 o दिया गया था अर्थात इस एक के संबंध में तो यह मेरा VR है इसी प्रकार मैं भी यह एक 5 कोण 45 o और VR R का कोई कोण नहीं है यह है बस गुणा किया दस तो समान उसी रेखा के साथ इस I को प्लॉट किया गया है और इस VR को प्लॉट किया गया है क्योंकि r VR 50 कोण 45 o और I r 5 कोण 45 o है तो यह है इस संबंध में यह है r स्पष्ट सप्लाई वोल्टेज अर्थात r 707 अर्थात लगभग 71 वोल्ट अगला है r VL VL r 40 कोण एक 35 o जो देखा गया है तो यह है ये कोण यह कुल कोण 135 o है इस संबंध में स्पष्ट v सप्लाई इसीलिये VC g अथवा VL यह r VL है इसी तरह VC वास्तव में है 90 कोण 45 o देखा गया है ठीक है यदि यह इस पर आते है जिसे देखा गया है सब ठीक ये सभी VRVCVL सभी वहां है ठीक है तो इस मामले में है इस मामले में यह VC है संदर्भ समय 1328 यह कोण ये कोण 45 o है ठीक है तो अगर यह देखें कि करंट I वास्तव में वोल्टेज से लीड कर रही है 45 o ठीक है इसका अर्थ है पॉवर फैक्टर लीड कर रहा है यहाँ करंट लीड कर रही है करंट लीड कर रही है क्योंकि कोण धनात्मक है ठीक है तो करंट लीड कर रही है और यह 45 o है और यह VL है और यह है इस r VL और VL के बीच का कोण जानते है बस विपरीत तो यह 180 o है जो तैयार करते है तो परिणामी वास्तव में r जो करंट के रूप में लिया गया है लीडिंग है तो VC VL है r होगा करंट के रूप में जिसे कहते है उस मामले में लीडिंग है तो VC VL से अधिक होगा उस को देखें VC 90 वोल्ट है और VC 40 वोल्ट है तो VC VL से अधिक है इसीलिये करंट लीड कर रही है ठीक है प्रत्येक को और समस्त को समझना है ठीक है अर्थात इसीलिये यह करंट 45 o है तो जानते है r को जानते है जिसे कहते है यह करंट है 5 कोण जानते है वह करंट है 5 कोण 45 o ठीक है और वोल्टेज माना 707 अर्थात r 71 कोण 0 o ठीक है तो कर सकते है कर सकते है आसानी से कर सकते है है जिसे कहते है आसानी से ज्ञात कर सकते है r क्या होगा r क्या होगा यह चीज पॉवर है ठीक है तो इसीलिये है जिसे कहते है वह VI यह cosθ है तो V r 71 ठीक है यह rms वैल्यू है I 5 और cosθcos 45 o अर्थात 1√ 2 यदि यह 71√ 2 लगभग 50 है अर्थात R 250 वाट है ठीक है यह पॉवर VI cosθ है इससे पहले मैंने इसे I 2 R दिखाया था भी 250 वाट तो यह समान ही होना चाहिए ठीक है ताकि तो यह इसका अर्थ है सभी गणना सही है अगर कुछ गलत हो जाता है अगर यह मिलान नहीं कर रहा है मतलब कहीं r गणना गलत है ठीक है तो गणना के बारे में सतर्क रहना होगा क्योंकि हर चरण में जटिल संख्या शामिल है तो इसी प्रकार इसी प्रकार कि r फेजर आरेख है तो सब कुछ समझ सकते है कि कैसे फेजर आरेख को ड्रा करें और मैंने बताया था कि r कोण और यदि यदि यदि इसे r बनाते है जिसे 1st का कहते है यह R 1st क्वाडरेंट है यह R 2nd क्वाडरेंट है अगर माना यह r तीसरा है और यह 4th क्वाडरेंट है ठीक है तो वोल्टेज यह वोल्टेज दूसरे क्वाडरेंट में है और यह वोल्टेज VC r में है जिसे कहते है r उस 1st क्वाडरेंट में और यह वाला पहला है तो यह कोई भी वैल्यू हो सकती है क्योंकि फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है ठीक है जहां jth इम्पिडेंस एक फेजर क्वांटिटी नहीं है यह s जटिल क्वांटिटी है ठीक है जिसे मैंने कहा था यह एक उदाहरण बहुतों को प्रत्येक और हर चीज को समझने में बहुत मदद करेगा ठीक है तो यह सब यहाँ लिखा है Refer Slide Time 1619 तो इसे अब पढ़ेंगें वोल्ट एम्पीयर एक्टिव और रीएक्टिव पॉवर ठीक है तो वोल्ट एम्पीयर का अर्थ है VA एक्टिव और रीएक्टिव पॉवर तो अब यह r है यह चीज Refer Slide Time 1631 अब करंट और एप्लाइड वोल्टेज की rms वैल्यूज के गुणन को ऐपरेंट पॉवर कहा जाता है इसका अर्थ है इसका अर्थ है r V I को ऐपरेंट पॉवर कहा जाता है ठीक है यह वोल्टेज है यह करंट है तो वोल्ट है V करेंट I एम्पीयर है तो इसे वोल्ट एम्पीयर कहते है ठीक है अथवा वोल्ट एम्पीयर कहते है ठीक है अथवा थोड़े में VA कहते है एक बड़ी इकाई होगी किलो वोल्ट एम्पीयर KVA अथवा एक मेगा वोल्ट एम्पीयर संदर्भ समय 1654 और उसे भी ऐपरेंट पॉवर कहा जाता है तो ऐपरेंट पॉवर V I ठीक है तो कोई cosθ शामिल नहीं है यह V I है ठीक है Refer Slide Time 1711 तो अब एक्टिव पॉवर को देखा है अब कि VI cosθ यह वाट है तो एक्टिव पॉवर अर्थात r VI cosθ यह VI cosθ है इसका अर्थ है cosθ p VI ठीक है तो वह है उसका अर्थ है P एक्टिव पॉवर विभाजित वोल्ट एम्पीयर यह r है जिसे कहते है cosθ और रीएक्टिव पॉवर Q VI sin θ वोल्ट एम्पीयर कहा जाता है VAR VAR वोल्ट के लिए V a बड़ा A छोटा r वास्तव में r एम्पीयर के लिए है लेकिन थोड़े में VAR कहते है बस दोनों को अलग अलग करने के लिए ठीक है तो Q VI sin θ कहते है VAr ठीक है रीएक्टिव पॉवर तो मुझे इसे साफ करने दें तो अब रीएक्टिव पॉवर फिर sin θ तब r QVI ठीक है तो रीएक्टिव वोल्ट एम्पीयर वोल्ट एम्पीयर अर्थात QVI ठीक है Refer Slide Time 1811 तो इसीलिये अगर यह करंट है अगर r करंट है I यदि यह यदि करंट I है माना यह करंट इस कोण से लीड कर रही है ठीक है फिर इस x अक्ष पर r प्रोजेक्शन यह I है अथवा एक I Icosθ और यह I sin θ है और यह r वोल्टेज V है ठीक है इसीलिये I cosθ एक्टिव अथवा करंट का पॉवर घटक है क्योंकि पॉवर जानते है VI cosθ है ठीक है तो यह I cosθ वास्तव में इसीलिये करंट के एक्टिव या पॉवर घटक को कहते है ठीक है तो इसी तरह यह रीएक्टिव पॉवर VI sin θ है तो यह वास्तव में r एक्टिव पॉवर का रीएक्टिव अथवा वाटलेस घटक है तो यदि VI sin θ तो यह sin θ है Refer Slide Time 1900 यह करंट का r एक रीएक्टिव अथवा वाटलेस घटक है ठीक है इसीलिये यह एक इसका अर्थ है यह त्रिभुज वहां है यह I है यह I cosθ है I sin θ इन सभी चीजों के लिए इन सभी आर्म के लिए गुणन V तो यह VI होगा यह VI cosθ होगा यह sin θ होगा यदि गुणा करें V तो बस यह आरेख देखें इसकी तरह है अगला r है यदि गुणा करें V यह VI होगा यह VI cosθ होगा यह VI sin θ होगा इसका अर्थ है रीएक्टिव वोल्ट एम्पीयर यह है r रीएक्टिव वोल्ट एम्पीयर रीएक्टिव पॉवर इसे रियल पॉवर कहते है ठीक है इसे रियल पॉवर अथवा एक पॉवर कहते है इसीलिये वोल्ट एम्पीयर VI वोल्ट रियल पॉवर 2 रीएक्टिव पॉवर 2 ठीक है तो यह है मेरा अर्थ है यदि r रियल पॉवर P है माना यदि यह P है लिया जाता है यदि यह Q है तब यह एक होगा P 2 Q2 ठीक है तो यह r वोल्ट एम्पीयर VI है तो मुझे इसे साफ करने दें Refer Slide Time 2006 तो अब से जटिल नोटेशन का उपयोग करके पॉवर की गणना करें तो हर जगह एरो का उपयोग कर रहे है और अब एरो नहीं करेंगें उम्मीद करेंगें यह सब कुछ है समझ में आ जाएगा तो फेजर और अन्य चीजें परिमाण इत्यादि मैं बताऊंगा तो ध्यान केंद्रित नहीं करेगा और न ही r करेगा जो बार बार कॉल करता है एरो और अन्य चीज नहीं पुट करेंगें लेकिन समझने योग्य है तो जटिल नोटेशन का उपयोग करके पॉवर की गणना ठीक है तो अगर देखें यह फेजर आरेख कहता है यह मेरा है मेरा V यह मेरा V है और यह मेरा है यह मेरी संदर्भ रेखा है यह मेरी संदर्भ रेखा है और माना यह कोण α है तो यह साइड r जिसे कहते है यह है यह है r क्षैतिज प्रोजेक्शन V VCosα ठीक है और यह ऊर्ध्वाधर प्रोजेक्शन यह एक V ' V sin α इसी तरह यह करंट है यह करंट है यह क्षैतिज प्रोजेक्शन r जिसे कहते है I यह नीचे लिखा हुआ है बस रूकिये बस रूकिये तो यह है यह r है जिसे कहते है यह I यह क्षैतिज प्रोजेक्शन I r I cosβ और ऊर्ध्वाधर वाला I ' I sin β है ठीक है और वोल्टेज और करंट के बीच का कोण यह वोल्टेज और करंट के बीच का कोण है α β ठीक है तो इसका अर्थ है यह वास्तव में वोल्टेज और करंट के बीच का कोण है कहा जाता है पॉवर फैक्टर कोण इसका अर्थ है इस प्रकार की चीज के लिए पॉवर फैक्टर cos होगा ठीक है तो क्योंकि r जिसे कहते है जब भी पॉवर फैक्टर कोण को कॉल करते है यह है वोल्टेज और करंट के बीच का कोण ठीक है तो इसीलिये यह है α α β में अंतर तो पॉवर फैक्टर कोण cosα β है ठीक है मुझे इसे साफ करने दें अब यह वोल्टेज यह वोल्टेज इस वोल्टेज को लिख सकते है बस मुझे थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ने दें ठीक है तो यह वोल्टेज r कर सकते है मैं इसे बाद में लिख रहा हूं मैं यह दिखाऊंगा यह वोल्टेज कर सकते है ठीक है ठीक है यह V कोण α है ठीक है इसका अर्थ है VCosα j V sin α ठीक है तो V rms वैल्यू है सब कुछ rms है तो अब इसका अर्थ है VCosα j V sin α ठीक है यह V है इसी तरह मुझे इसे साफ करने दें इसी तरह इसे करंट के लिए यह है I कोण β अर्थात I cosβ j sin β अर्थात r I cosβ j I sin β ठीक है यह r है I कोण β तो अगला है इसका अर्थ है मुझे इसे साफ करने दें इसका अर्थ है ये सभी चीजें V V V बड़ा VCosα V 'बड़ा sin α I r बड़ा I cosβ I ' बड़ा I sin β Refer Slide Time 2307 जो कुछ भी मैंने यहाँ लिखी है VCosα पुट v छोटा V और js r sin α r V sin α पुट v ' गुणा और V sin α v ' इसी तरह करंट मैंने बताया यह है cosβ j I sin β तो उस फेजर आरेख से I cosβi और j i ' j i 'जब इस वीडियो व्याख्यान को पढेंगें उस पुस्तक के बाद नोट बुक पर पहले फेजर आरेख को ड्रा करें वह एक एक यह बहुत आसान है ठीक है और वोल्टेज और करंट के बीच के फेज का अंतर मैंने यहाँ α β बताया था पॉवर फैक्टर r cosα β ठीक है अब इसीलिये पॉवर फैक्टर मैंने cosα β बताया इसीलिये एक्टिव पॉवर होगी VI cosα β ठीक है Refer Slide Time 2344 तो इसका अर्थ है यह एक्टिव पॉवर P VI cos a V है तो cosαcosβ sin α sin β ठीक है तो इसे Vcosα यह एक यदि गुणा करें VI तो VCosα पुट छोटा V और I cosβ पुट VI ठीक है और क्योंकि r I IIcosβ पुट I क्योंकि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रोजेक्शन लिया जाता है कि फेजर आरेख सब कुछ लिखा है इसी तरह V sin α है r V ' और I sin β I 'इसका अर्थ है P V I V ' I ' यहाँ यह है ये सभी चीजे दी गयी है V V' II' है उसके संदर्भ में उस एक को पुट करें ठीक है तो P VI V ' I' तो यह r है यह हमारी रियल पॉवर है ठीक है एक्टिव पॉवर अब रीएक्टिव पॉवर होगी Q VI sin α β तो यह है VI sin a cos b cos a sin b सूत्र तो sin αcosβ cosα sin β तो V sin α V ' और r I cosβ I तो यह है V ' I VCosα V I sin β I ' तो Q V ' i VI ' ठीक अभी करंट I कोण β इसका अर्थ है करंट कांजुगेट I कोण होगा Refer Slide Time 2511 β r जटिल संख्या से ठीक है अर्थात वह I β I e की पॉवर j β ठीक है इसका अर्थ है अगर इसे लेते है तब यह है कांजुगेट संदर्भ समय 2514 यह होगा I e की पॉवर j β कांजुगेट लिया जा रहा है इसीलिए यह कोण कांजुगेट है β तो P jQ वोल्टेज r जिसे कहते है r करंट कांजुगेट अब यह प्राप्त करने के लिए क्यों कांजुगेट ठीक है यह पुस्तक और अन्य चीजों में मिलेगा लेकिन कांजुगेट क्यों ले रहे है दरअसल कांजुगेट लेते है यह एक r जिसे कहते है P jQ वोल्टेज करंट कांजुगेट अथवा लिख सकते है P jQ वोल्टेज कांजुगेट ठीक विपरीत r बस करंट ठीक है किसी भी तरह से उपयोग कर सकते है या तो P jQ वोल्टेज करंट कांजुगेट या P jQ वोल्टेज कांजुगेट करंट समान परिणाम मिलेगा अब सवाल है क्यों कांजुगेट कांजुगेट वास्तव में वोल्टेज और करंट के बीच पॉवर फैक्टर कोण को कैप्चर करने के लिए है इसीलिए उदाहरण के लिए कांजुगेट लें उदाहरण के लिए आगें बढ़ने से पहले उदाहरण के लिए मान लें दिया गया है माना वोल्टेज 10 वोल्ट है rms माना यह 30 o है ठीक है और I दिया गया है माना I दिया गया है यह वोल्ट है और और I दिया गया है माना 5 कोण 15 o एम्पीयर ठीक है अब वहां सवाल है वोल्टेज और करंट के बीच का कोण क्या है तो उस मामले में मान लीजिये अगर मैं एक संदर्भ रेखा लेता हूं यह मेरी संदर्भ रेखा है तो V 10 कोण 30 o तो इस संदर्भ के संबंध में यह होगा r यह साइड यह मेरा 10 वोल्ट है और यह मेरा 30 o है और संदर्भ के संबंध में यह है 15 o करंट तो यह ऋणात्मक साइड पर होगा यह मेरी करंट है I 5 एम्पीयर है और यह मेरा वोल्टेज है और यह कोण 15 o है तो सवाल यह है वोल्टेज है यह करंट है तो वोल्टेज और करंट के बीच का कोण क्या है यह वास्तव में 30 15 अर्थात r 45 o है ठीक है इसीलिये फिर कांजुगेट को नहीं लेते है फिर करंट कैसे मिलेगी ठीक है तो सामान्यतः अगर इस तरह से पुट करें माना लिया है P jQ वोल्टेज करंट कांजुगेट तो अगर यह है I 5 कोण 15 o तो I कांजुगेट हो जाएगा 5 कोण 15 o यह है यह r है क्योंकि यह है 15 o यह कांजुगेट है 15 o होगा तो वोल्टेज 10 30 o है तो यह है 10 कोण 30 o 5 कोण R15 o क्योंकि करंट कांजुगेट तो वह है वास्तव में 50 कोण 45 o ठीक है इसका अर्थ है यह एक होगा r 50 50 cos 45 तो 50√ 2 j r 50√ 2 क्योंकि sin 45 भी है 1√ 2 इसका अर्थ है इस मामले में इस उदाहरण के लिए मेरा P बन जाएगा जो कुछ भी मैं लूँगा वह होगा 50√ 2 वाट और Q होगा 50√ 2 var ठीक है क्योंकि P jQ 50 √ 2 j 50 √ 2 तो रियल और इमेजिनरी भाग अब अलग करें अब जटिल संख्या में अध्ययन किया गया है तो इसीलिये यह कांजुगेट सही होना चाहिए अन्यथा वोल्टेज और करंट के बीच का कोण कैप्चर नहीं किया जा सकता है अन्यथा यदि यह जोड़ें 45 o प्राप्त हो रहा है लेकिन गणितीय रूप से यह कैसे मिलता है जब तक कि और जब तक कांजुगेट न लें इसीलिये मुझे इसे साफ करने दें इसीलिये r जिसे कहते है पॉवर फैक्टर कोण को कैप्चर करने के लिए कांजुगेट को कंसीडर करें इसीलिये P jQ वोल्टेज करंट कांजुगेट मुझे आशा है अब समझ में आ रहा है साफ करें ठीक है तो सिर्फ 1 मिनट तो यह r P jQ है Refer Slide Time 2914 अब इसका अर्थ है P की गणना करें हम r जिसे कहते है P jQ अब वोल्टेज है यह है क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक V jV' i j I ' उस फेजर आरेख को देखें क्योंकि 2 घटक है एक है रियल घटक एक है रियल घटक और एक दूसरा r है जिसे कहते है जटिल r यह चीज हालांकि यह लेकिन क्षैतिज वाला ऊर्ध्वाधर है तो इसे V के रूप में लिखा जा सकता है V jV'के रूप में लिखा जा सकता है इसी तरह i को i jI' के रूप में लिखा जा सकता है और यह कांजुगेट है इसका अर्थ है V jV' i jI' ठीक है गुणा करें यदि गुणा करें और सरल करें प्राप्त करेंगें P jQ यह एक और r जिसे कहते है और यह इमेजिनरी भाग है यह एक जटिल भाग है यह एक है इसका अर्थ है r इसका अर्थ है अगर रियल और इमेजिनरी भाग को अलग करें तो P VI VI V ' I' बन जाएगा और Q होगा V ' I VI 'ठीक है तो यहाँ V ' I VI ' संबंध का उपयोग करके मिला और P को VI V ' I मिला तो इसी तरह अगर यह कांजुगेट करें समान परिणाम मिल जाएगा ठीक है तो पॉवर फैक्टर कोण को कैप्चर करने के लिए कांजुगेट की आवश्यकता होती है ठीक है मुझे उम्मीद है इस सिंगल फेज सर्किट तक मुझे उम्मीद है यह समझ गए होंगें देखें कि वास्तव में AC सर्किट यह r जिसे कहते है r इसमें जटिल संख्या शामिल है तो केवल कुछ 3 4 और उदाहरण मैं दिखा सकता हूं क्योंकि यह लेकिन किसी भी पुस्तक को कोई भी अच्छी पुस्तक लें मैं सुझाता हूं कुछ समस्याओं को लें और हल करें ठीक है क्योंकि जटिल संख्या में r शामिल है संदर्भ समय 3154 अत्यधिक गणना समय की जरूरत है ठीक है तो वैसे भी तो ये चीजें है r और r जिसे कहते है क्योंकि यह एक बुनियादी पाठ्यक्रम है तो अगर कोई किसी भी प्रकार की शंका हो तो प्रश्न को फॉर्म में पुट करें ठीक है इन सभी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें अब अगला है एक सरल चीज लें Refer Slide Time 3120 मान लीजिए यह दिया जाता है कि V r जिसे 100 j 2 वोल्ट कहते है और करंट को 10 j 5 एम्पीयर दिया गया है सब कुछ rms में लिया गया है ठीक है तो VI P jQ केवल r समझ के लिए VI कांजुगेट लिया गया है तो यह 100 j 2 और I 10 j 5 है और यह 10 j 5 कांजुगेट होगा ठीक है इसीलिये अगर गुणा करें यह 2000 j 15 100 हो जाएगा ठीक है तो इसका अर्थ है रियल और इमेजिनरी भाग को अलग अलग करें तो P 2000 वाट अर्थात 2 किलो वाट विभाजित 1000 है और बस आगें बढ़ने दें मुझे थोड़ा ऊपर और Refer Slide Time 3202 Q 1500 var 15 किलो var विभाजित 1000 रियल और इमेजिनरी भाग को अलग अलग करें ठीक है Refer Slide Time 3208 अब सिंगल फेज सर्किट एनालिसिस माना इसकी तरह एक सर्किट है इसकी तरह एक सर्किट है माना यह है यह इंडक्टिव सर्किट है यह भाग इंडक्टिव R1 jX1 है यह कैपेसिटिव R2 jX2 है और अन्य बात वह R3 है इसके अक्रॉस वोल्टेज यह V1 है यह V2 है यह V3 है और कुल V ठीक है सप्लाई वोल्टेज V है और के माध्यम से बह रही करंट यह है I करंट इसके माध्यम से बह रही है है r I यह है I ठीक है सब कुछ rms है अब यह rms है सब कुछ कि जब तक और जब तक sin ω t में यह कही गयी है सभी rms है ठीक है तो यह है क्योंकि यह r इंडक्टिव भाग है यह कैपेसिटिव भाग है और यह है ठीक है और यह है यह है सिर्फ मुझे थोड़ा सा ऊपर ले जाने दें तो कब इस एक को हल करेंगें पहले सर्किट को ड्रा करें तब देखें कि क्या किया गया है Refer Slide Time 3300 तो Z1 को R1jX1Z2 ले रहे है R2 jX2 ले रहे है और Z 3 माना R3 तो यह Z1 है यह Z2 है यह r Z 3 है यह r है यह r Z1 है यह r Z2 है और यह है r माना Z 3 ठीक है सभी वह R है लेकिन लिखेगें लेकिन हर जगह बार पुट नहीं करेंगें अब केवल पुट करें Z और I और V समझने योग्य है ये सभी फेजर r होते है जिन्हें कहते है I और V फेजर क्वांटिटी है और यह जटिल क्वांटिटी है ठीक है तो तो I1 R1Z1V2 r I 2 r I Z2 के अक्रॉस वोल्टेज V1 और V3 I Z 3 तो यहाँ V2 I Z2 और V3 I Z 3 तो V I को बार बार पुट नहीं कर रहे है फेजर क्वांटिटी को समझने योग्य यह एक dc बीजगणितीय योग की तरह नहीं है इसे नहीं करें तो वैक्टर वैक्टर योग की तरह यह एक फेजर योग है इसे करना है तो V1 V2V3 I Z1 Z2 Z 3 इन सभी वैल्यूज को प्रतिस्थापित करें V1 V2 V3 Z1R1 jX1Z2 r R2 jX2 और Z 3 R3 प्राप्त होगा I R1R2R3 j X1 X2 अथवा सामान्यतः V I Z I R jX तो R DC सर्किट R के समान जैसे कि r सीरीज प्रतिरोध को जोड़ रहे है होगा R1R2R3 और X होगा X1 X2 क्योंकि एक इंडक्टिव है दूसरा कैपेसिटिव है तो X1 X2 ठीक है और V I Z अर्थात I R jX और R और X को यहीं परिभाषित किया गया है ठीक है इसीलिये Z अब जानते है √ ओवर r R2X2 परिमाण क्योंकि यह r R jX है तो यह है परिमाण है √ ओवर R2X2 और कोण θ ठीक है इसीलिये θ r tan इनवर्स X R तो वह X X1 X2 है Tan इनवर्स X1 X2R1R2R3 इसीलिये I V कोण 0 √ ओवर R2X2 कोण θ ठीक है तो यह समतुल्य कुल इम्पिडेंस V कोण 0 θ विभाजित √ ओवर R2X2 है इसीलिये यह V√ ओवर R2X2 कोण θ है यह I है और पॉवर फैक्टर cosθ है ठीक है वोल्टेज और करंट के बीच का कोण है क्योंकि वोल्टेज कोण 0 है और करंट कोण है θ इसका अर्थ है करंट समान है अगर यह θ है धनात्मक है तो करंट लैगिंग है अगर θ ऋणात्मक है तो करंट लीडिंग है ठीक है तो tan θ XR यह एक लिख सकते है sin θX cosθR 1√ ओवर R2X2 ठीक है क्योंकि यह sin θcosθ XR है इसीलिये sin θX cosθR 1√ ओवर R2X2 तो यह r cosθ R√ ओवर X2X2 है ठीक है Refer Slide Time 3602 तो इस एक के साथ एक छोटा उदाहरण लेंगें मान लीजिए यह 4 j 3 है और यह 6 j 8 और 2 V1 V2V3 है और वोल्टेज है 100 वोल्ट दिया गया है ठीक है और यह V1 V2V3 है तो I V Z तो V अगर यह V है तो 100 वोल्ट दिया जाता है मतलब V 100 वोल्ट दिया जाता है मतलब हमेशा इस एक को लेते है कि यह 100 कोण 0 o है जिसे एक संदर्भ को मानना है तो यह rms वैल्यू है सभी rms वैल्यू है तो 100 कोण संदर्भ समय 37 01 और यह करंट है बह रही है ठीक है तो 100 कोण 0 o तो मुझे इसे साफ करने दें तो बस रूकें तो यह एक r I VZ100 कोण 0Z1Z2 Z 3 सरलता से इसे हल करें 769 कोण 226 o एम्पीयर मिलेगा सरलता से इसे इसी तरह से हल करें कि V1 I Z1 होगा तो वह I है जानते है जानते है I गुणा करें Z14 j 3 मिलेगा 3847 कोण 595 o इसी तरह V2 I 2 Z2 यह है IZ2 है 6 j 2 गुणा करें और सरलीकृत करें 7692 कोण 305 o मिलेगा इसी तरह V3 r I r जिसे कहते है r Z 3 केवल R है तो यदि इसे गुणा करें यह r Rr होगा जिसे कहते है R 2 Ω तो यह 1538 कोण 226 o वोल्ट होगा ठीक है चेकिंग के लिए यदि बनाया गया है यदि चेकिंग के लिए यदि V1 V2V3 को जोड़ें तो यह 100 j वोल्ट बन जाएगा मेरा अर्थ है यदि देखें सर्किट यदि देखें सर्किट ध्रुवता वैसे भी यह 1 होगी ध्रुवता को चिह्नित करें कई स्थानों पर जानबूझकर मैंने इसे चिह्नित नहीं किया है यहाँ एक r में केवल दिखाने के लिए जिसे कहते है यहां नहीं दिखाया है इस व्याख्यान कक्षा में ठीक है तो यह इस तरह से आगें बढ़ रहा है ठीक है तो हर जगह कर सकते है अगर इस तरह से आगें बढ़ते है और ध्रुवता को चिह्नित करें ठीक है तो यह r है माना यह एक भाग है यह r क्षमता वाला भाग है और यह है यह एक तो इसे बना सकते ठीक है और अगर इसे बनाते है और r KVL एप्लाइ करते है तो यह V1 V2V3 V होगा लेकिन याद रखें यह r फेजर योग है परिमाण को नहीं जोड़ें एक परिमाण वाला कभी भी परिणाम प्राप्त नहीं करेगा यह फेजर योग है ठीक है तो ये सभी कोण वोल्टेज को चाहिए और कोण को कंसीडर करना होगा ठीक है तो इसका अर्थ है इसीलिए अगर चेक अगर इसे चेक करें तो एक चेकिंग के लिए यह एक प्राप्त होगा R100 वोल्ट ठीक है तो जैसा कि एरो और एरो को पुट नहीं कर रहे है लेकिन यह एक फेजर योग है इसे जोडें और P 1 I 1 2R1 प्राप्त होगा 237 वाट P 2 I 2R2 ठीक है R2 वह है r R2 6 R1 है 4 है तो यह है 355 वाट और P 3 I2R3 यह है 118 वाट कुल पॉवर यदि P 1 P 2 P 3 को जोड़ दें यह 710 वाट हो जाएगा और यदि V का उपयोग करें और V 100 कोण 0 I 7769 पॉवर फैक्टर कोण 226 o है तो cos 226 o 09232 है यह लीडिंग है क्योंकि कोण धनात्मक है करंट कोण धनात्मक है ठीक है क्योंकि वोल्टेज यह है कोण 0 है तो P VI cosθ अगर बनाते है 710 वाट के समान प्राप्त होगा ठीक है तो यहां भी 710 वाट एक समान ही परिणाम मिलेगा किसी भी तरह से इसे कर सकते है ठीक है और यह R1R2R3 सर्किट से क्या यह एक है यह r है यह R1 4 Ω है R2 6 Ω है R32Ω ठीक है तो इनकी गणना की गयी है इस पॉवर इस पॉवर की गणना की गयी है इसी प्रकार VI cos का उपयोग करके इसे प्राप्त किया गया और हमारा काम है कृपया फेजर आरेख फेजर आरेख ड्रा करें मैंने के लिए नहीं ड्रा किया है तो कृपया V दिखाते हुए V I V1 V2 और V3 सब कुछ दिखाते हुए फेजर ड्रा करें ठीक है तो फेजर आरेख ड्रा करें • Glossary English Word Hindi Word Meaning across अक्रॉस आर पार active एक्टिव सक्रिय ampere एम्पीयर एम्पीयर analysis एनालिसिस विश्लेषण apparent ऐपरेंट स्पष्ट applied एप्लाइड लागू किया गया arm आर्म भुजा arrow एरो तीर का निशान call कॉल पुकारना capacitive कैपेसिटिव संधारित्र capture कैप्चर अधिकृत करना checking चेकिंग जाँच करना conjugate कांजुगेट संयुग्म consider कंसीडर विचार करना current करंट धारा dissipate डिसिपिएट फैलना draw ड्रा खींचना farad फैराड फैराड form फॉर्म रूप forum फोरम मंच function फंक्शन फंक्शन henry हेनरी हेनरी imaginary इमेजिनरी काल्पनिक impedance इम्पिडेंस प्रतिबाधा inductive circuit इंडक्टिव सर्किट प्रेरणिक परिपथ inverse इनवर्स प्रतिलोम kilo volt ampere किलो वोल्ट एम्पीयर किलो वोल्ट एम्पीयर lagging लैगिंग धीरे पहुँचने वाला lead लीड अग्रणी leading लीडिंग शीघ्र पहुँचने वाला mega volt ampere मेगा वोल्ट एम्पीयर मेगा वोल्ट एम्पीयर minute मिनट मिनट notation नोटेशन संकेतन note नोट लिख देना note book नोट बुक स्मरण पुस्तक numerical न्यूमेरिकल संख्यात्मक over ओवर ऊपर peak value पीक वैल्यू शिखर मूल्य phase फेज चरण phasor फेजर फेजर plot प्लॉट खींचना point पॉइंट बिंदु power factor पॉवर फैक्टर शक्ति कारक power loss पॉवर लॉस शक्ति हानि projection प्रोजेक्शन प्रक्षेपण quadrant क्वाडरेंट वृत्त का चतुर्थ भाग quantity क्वांटिटी मात्रा reactive रीएक्टिव क्रियाशील real रियल वास्तविक rotating vector रोटेटिंग वेक्टर घूमता हुआ वेक्टर series सीरीज श्रृंखला side साइड सिरासतह Single Phase AC Circuits सिंगल फेज AC सर्किट्स एकल चरण AC परिपथ supply सप्लाई आपूर्ति terms टर्म्स पदों value वैल्यू मूल्य vector वैक्टर वेक्टर video वीडियो चलचित्र volt वोल्ट वोल्ट voltage वोल्टेज वोल्टेज watt वाट वाट wattless वाटलेस वाटलेस